आइए उर्जा मुक्तिकरण दर पर विचार विमर्श जारी रखते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे हमने भंजक ठोसों के लिए मूलतः विकसित किया वास्तव में इस कक्षा में हम इस अवधारणा को उच्च सामर्थ्य नम्य मिश्र धातुओं पर भी लागू करेंगे उसमें जाने से पूर्व आइए उन पहलुओं का प्रेक्षण कर लेते हैं जिन्हें हमने उर्जा मुक्तिकरण दर में चर्चा किया था और हमने उन्हें कुछ विशिष्ट प्रपंचों को समझने के लिए उपयोग किया था पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि आप वास्तव में देखें तो हमने अनंत आकार की एक प्लेट में केंद्रीय दरार में भंग सामर्थ्य की गणना की थी जबकि हम आकार प्रभाव के प्रश्न का उत्तर चाहते हैं हमने ग्लास फाइबर पर प्रयोग को भी देखा हमने अनंत आकार की प्लेट के लिए विकसित परिणामों को उपयोग किया कांच पर लागू किया और उसके बाद बहुत अल्प सामर्थ्य वाले बल्क ग्लास में समस्या उत्पन्न करने वाले न्यूनतम दरार आकार का भी आकलन किया जिन ग्लास फाइबर की मोटाई से आपका वास्ता पड़ता है वह विकसित किए गए समाधान से बहुत अलग होती हैं वास्तव में यह अनंत आकार की प्लेट में केंद्रीय दरार की स्थिति के लिए था हमने इस प्रकार के उपागम को स्वीकार किया क्योंकि परिणाम जो भी हमें मिला यह उसके समरूप था जो विकास हमने देखा था तो अनुमानन लगभग ठीक है क्योंकि आप वास्तव में परिमाण के उस क्रम पर देख रहे हैं जो लगभग सही मात्रा के क्रम में है लेकिन लोगों ने ग्रिफिथ के सिद्धांत के विकास पर अन्य अनेक आपत्तियां उठाई है यह जानकर देखते हैं कि लोगों ने इससे क्या प्राप्त किया क्योंकि जब आप किसी प्रपंच पर देख रहे होते हैं तो आपको एक प्रकार की गणितीय मॉडलिंग करनी पड़ती है और गणितीय मॉडल को मूल विशेषताओं को ग्रहण करना होता है हम इसके सभी पहलुओं को ग्रहण कर पाने योग्य नहीं है क्योंकि यदि आप सभी पहलुओं को समेटना चाहेंगे तो संपूर्ण गणितीय विश्लेषण बहुत जटिल बन जाएगा अतः हमें कुछ निश्चित अभियांत्रिकी अनुमानों को बनाने की आवश्यकता है इनमें से कुछ पर लोगों ने आपत्तियां भी की थी ग्रिफिथ सिद्धांत की समस्याएं आइए देखते हैं कि ग्रिफिथ सिद्धांत में क्या समस्याएं हैं गुड़ियर ने 1968 में चिन्हित किया था कि ग्रिफिथ ने प्लेट में स्ट्रेन ऊर्जा की गणना में पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को नजरअंदाज किया था देखिए ग्रिफिथ सिद्धांत पूरी तरह संज्ञान लेने पर टिकी हुई है नई सतहों के निर्माण के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है और हमने यह भी देखा है कि पृष्ठ ऊर्जा बहुत ही छोटी होती है परंतु यदि आप इसे गणितीय दृष्टिकोण से देखें जब आप एक बार कहते हो कि पृष्ठ ऊर्जा है तो हमने देखा कि पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ तनाव के बहुत समान है तो आपके पास सतह पर तनाव होता है तो इसे सम्मिलित करना चाहिए यह बहुत सूक्ष्म हो सकती है यह मतलब की है या नहीं इसे हम देखेंगे परंतु यह बहुत ही जायज आपत्ति है और यह वही है जो यहां पर लिखा गया है पृष्ठ ऊर्जा के अस्तित्व का अर्थ पृष्ठ तनाव के अस्तित्व से हैं और इसे सीमा मूल्य प्रश्नों में सम्मिलित किया जाना चाहिए और यह पृष्ठ तनाव के कारण सामान्य ट्रेक्शन जैसा लगता है वास्तव में लोगों ने इसे सम्मिलित करने के प्रश्न किए और उन्होंने अपने ढंग से अभ्यास भी किए और इसे राजापक्षे ने 1975 में किया उन्होंने अंततः निष्कर्ष दिया कि लगाए गए प्रतिबलों की तुलना में पृष्ठ ऊर्जा पद का योगदान नगण्य होता है तो यह सही है आपने देखा कि एक आपत्ति उठाई गई और अंततः निष्कर्ष है कि यह बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालती है आइए आगे बढ़े बाद में कैनिनैन ने 1985 में राजापक्षे के कार्य को आगे बढ़ाया और भंग सामर्थ्य ज्ञात की देखिए राजपक्षे एक अवस्था में रुक गए थे उन्होंने वास्तव में भंग सामर्थ्य की गणना स्वयं को संतुष्ट करने के लिए की थी की भंग सामर्थ्य सैद्धांतिक सामर्थ्य से अलग क्यों होती है हम एक कारण को ढूंढना चाह रहे थे अंतर्निहित कमियों की उपस्थिति कारण था यह महत्वपूर्ण है कि इसे नए निर्माण से जांचा जाए भंग सामर्थ्य कैसी दिखती है क्या इन दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर है और इसे वास्तव में कैनिनैन के द्वारा किया गया और उन्होंने पाया कि भंग सामर्थ्य के समीकरण को इस तीव्रता के साथ f बराबर 052 गुणा E गुणा गामा s बट्टे a दिया जा सकता है वास्तव में हमने जिस प्रकार से भंग सामर्थ्य की गणना की थी यह उससे थोड़ा सा अलग ढंग का है हम इस पर दोबारा देखना चाहिए कि इसे किस प्रकार से दोबारा बनाया जा सकता है हमने समीकरण 2 बट्टे पाइ E गामा s बट्टे पूर्ण घात आधा को देखा यदि आप 2 बट्टे पाइ को देखें तो इस का मान 080 है अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि यह 052 के बहुत नजदीक है यह बहुत दूर नहीं है तीव्रता का क्रम एक समान है तो पृष्ठ तनाव के कारण सामान्य खिंचाव को अनदेखा करना स्वीकार्य है क्योंकि हम बहुत जटिल प्रश्न पर देख रहे हैं और वास्तव में यदि आप अपनी हूप प्रतिबल प्रश्न पर जाकर देखें तो आपके पास वास्तव में हूप प्रतिबल स्ट्रेस के रूप में और अक्षीय प्रतिबल के रूप में p R बट्टे t व p R बट्टे 2 t है और यदि आप ध्रुव निर्देशकों में साम्यावस्था की दशाओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो यह संतुष्ट नहीं होगी जब तक कि आप बहुत छोटे से सिगमा R को शामिल नहीं करते क्योंकि यह दाब p के क्रम का है इस प्रकार से यहां पर जो प्रश्न उठाया गया है उसी प्रकार का विचार विमर्श हो रहा है यह आशा की जाती है कि आप शामिल करेें परंतु यदि आप शामिल नहीं करते हैं तो यह बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता है और हम इसमें सहज हैं परंतु यह एक अन्य महत्वपूर्ण प्रेक्षण पर भी ध्यान खींचता है अन्य प्रेक्षण यह था कि यदि सीमांत मान प्रश्न को ठीक ढंग से लगाया जाए और समाधान प्राप्त किया जाए तो इसमें ऊर्जा संतुलन की विनिर्देश की आवश्यकता है वास्तव में आपने इसकी सभी संपूर्णता के लिए प्रश्नों को हल किया होगा यदि आपने सीमांत मानों को ठीक ढंग से प्रश्न में लगाया हो क्योंकि ऊर्जा संतुलन करते समय आप समग्र परिदृश्य के बजाय वैश्विक परिदृश्य पर देखते हैं वास्तव में जब आप ठोसों की सामर्थ्य में एक पाठ्यक्रम को सीख रहे हैं आप इस प्रकार के विचार विमर्श का सामना नहीं किया होगा जैसा हम इस कक्षा में कर रहे हैं हम एक सैद्धांतिक विधि को विकसित करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने परिणाम प्राप्त कर लिया है और हम इसके उपयोगों पर जाएंगे हम कभी भी वापस जा कर यह अन्वेषण नहीं करते हैं कि जो समस्या हमारे सामने है उसको हल करने के लिए सैद्धांतिक विकास व्यापक है पूर्व की कक्षाओं में इस प्रकार का विचार विमर्श नहीं था वास्तव में इस प्रकार का विचार विमर्श हम भंग यांत्रिकी के पाठ्यक्रमों में करना जारी रखते हैं क्योंकि जिस घटना को आप देख रहे हैं वह बहुत ही जटिल है दरअसल जब मैं वेस्टेर्गार्ड प्रतिबल फलन Westergaard's stress function का उपयोग प्रतिबल क्षेत्र समीकरण विकसित करने के लिए करता हूं तो हमें सीमांत दशाओं को दर्शना चाहिए हमें भी प्रतिबल क्षेत्र समीकरण मिलेगी जो सभी पुस्तकों में देखी जा सकती है परंतु हम वापस जाएंगे और अन्वेषण करेंगे कि सीमांत दशाओं को भलीभांति लिया गया है तो भंग यांत्रिकी में कुछ बहुत अलग है तो आपको उसके साथ चलना सीखना है और इस प्रकार के वक्तव्य के क्या परिणाम हैं कि ऊर्जा संतुलन की विशेषताएं निरर्थक है अर्थात ऊर्जा संतुलन के द्वारा प्रश्न के कुछ पहलुओं को ढंग से नहीं लिया गया है और इनके द्वारा भंग सिद्धांत के कुछ पहलुओं को आघात पहुंचेगा और आप जो पाते हैं वह यह है कि ग्रिफिथ ने स्वयं ही यह पाया था कि संयुक्त प्रतिबल दशाओं के लिए ऊर्जा संतुलन मापदंड उपयोगी नहीं है देखिए जब आप कोई सिद्धांत विकसित करते हैं तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से मोड III तथा मोड III के लिए विकसित करते हैं परंतु वास्तव में हाथ में लिए गए प्रश्न के ऊपर निर्भर करते हुए आप इनके विभिन्न अनुपातों के संयोजन पाते हैं तो जब आप भंग सिद्धांत विकसित करते हैं तो यह आपको भारण के संयुक्त मोड को समझाने में सहायक है तो इस प्रकार के प्रतिबंध को ग्रिफिथ ने भी चिन्हित किया परंतु ग्रिफिथ के सिद्धांत के विरुद्ध प्रमुख चुनौती यह थी कि यह मूल रूप से भंजक पदार्थों के लिए ही है अन्य पहलू जिन पर विचार किया गया वे बहुत सूक्ष्म प्रकृति के थे यह बहुत सूक्ष्म पहलू वाले थे वास्तव में हमने अपनी एक कक्षा में यह कहा था कि जब आप इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे की वह कौन सा प्रश्न है जिसे भंग यांत्रिकी को उत्तर देने की आवश्यकता है उनमें से कुछ प्रश्न यदि समय मिला तो हम आज उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे भंग के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त दशाएं अब ग्रिफिथ के विश्लेषण की उपयोगिता पर देखेंगे और हम प्रश्न उठाएंगे की भंग के लिए क्या आवश्यक और पर्याप्त दशाएं हैं हमने अभी तक उर्जा मुक्तिकरण दर का विकास किया है और हमने यह भी कहा है कि पदार्थ में अंतर्निहित प्रतिरोध होता है जब यह उर्जा मुक्तिकरण दर प्रतिरोध के बराबर हो तो अस्थायित्व का बिंदु घटित होता है और यह समीकरण मोड I के लिए G बराबर R इस प्रकार से लिखी जाती है आप इसी प्रकार की समीकरणों को अन्य मोड्स की भारण के लिए लिख सकते हैं जब आप कोई गणितीय अवधारणा विकसित करते हैं तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि जब आप एक दशा कहते हो तो आपको यह अन्वेषण करना होता है की दशा आवश्यक दशा है एवं पर्याप्त दशा है देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है मात्र किसी दशा पर पहुंचे जाने से प्रश्न वक्तव्य पूर्ण नहीं होता है आपको इसका अन्वेषण करना होता है और यदि वास्तव में आप भंजक पदार्थ के मामले पर देख रहे हो और ऐसा हो तो जो कि हमने लिया है यह पर्याप्त दशा भी हो परंतु यदि ऐसा नहीं है तो हम ग्रिफिथ के विश्लेषण को उच्च सामर्थ्य वाले नम्य पदार्थों पर भी विस्तृत कर सकते हैं आपको अन्य दशा पर भी देखना है जो G बट्टे डाउ a बराबर डाउ R बट्टे डाउ a है यह ढलान भी मिलता हुआ होना चाहिए तो यह पर्याप्त दशा को निर्देशित करता है और यह हम यह देखेंगे कि ऐसा क्यों है क्योंकि जब हम ग्रिफिथ सिद्धांत को उच्च सामर्थ्य नम्य पदार्थों के लिए संशोधित करेंगे परंतु इसमें जाने से पहले हम इसकी पहचान पर देखना चाहेंगे और हम यह भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ले पाते हैं हमने पहले ग्राफीय प्रस्तुतीकरण पर वास्तव में देखा है हम इसे दोबारा देखेंगे हमने इसे पृष्ट ऊर्जा स्ट्रेन ऊर्जा के वैयक्तिक पदों में देखा है तथा समग्र ऊर्जा को भी खींचा किया गया है तो हम कह सकते हैं कि आप एक क्रांतिक दरार लंबाई को पहचान सकते हैं और हम कह सकते हैं कि भंग अस्थायित्व घटित हो रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण था जब आप वास्तव में पृष्ठ ऊर्जा क्या है इस पर फोकस कर रहे थे और जब आप सैद्धांतिक सामर्थ्य की गणना कर रहे थे समीकरणों को पृष्ठ ऊर्जा के पदों में देखने से सैद्धांतिक सामर्थ्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिली थी इसे पृष्ठ ऊर्जा के पदों में भी विकसित किया गया था परंतु यदि आप इसका सामान्यीकरण करना चाहते हैं तो यह श्रेयस्कर होगा कि हम इसे G तथा R के पदों में देखें R पदार्थ की अंतर्निहित गुण के रूप में मानी गई है और भंजक पदार्थों की दशा में R को पृष्ठ ऊर्जा के साथ जोड़ा गया है जब पृष्ठ ऊर्जा कहते हो तो आप इसे एक नियताँक के रूप में लेते हैं और आप एक नए प्रकार का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण विकसित करेंगे आप यह देखेंगे कि यह अक्षों को किस प्रकार से नामित किया गया है धनात्मक x अक्ष पर आपके पास वृद्धिकारी दरार वृद्धि है नकारात्मक x अक्ष पर आपके पास प्रारंभिक दरार है यह कुछ अलग है इस प्रकार के ग्राफ को आपका अन्य शाखाओं में उपयोग नहीं किया जब आप भंग पर आते हो तो अलग से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकार के ग्राफ होते हैं y अक्ष पर ऊर्जा को प्लाट किया गया है मैं चाहूंगा कि आप इसका स्वच्छ आरेख बनाएं और R पर फोकस करें क्रांतिक गामा पर अधिक ध्यान ना दें हम क्रांतिक गामा को वास्तव में अन्वेषण नहीं कर रहे हो आप देखिए कि R क्या है R प्रतिरोध है इस दशा में हमने इसे एक नियताँक के रूप में लिया है तो यह एक क्षैतिज रेखा की तरह से होगी और आईए इसे अनंत आकार की प्लेट में केंद्रीय दरार के प्रश्न के रूप में देखें हमने स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन दोनों ही दशा में देखा है कि नई सतहों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा बाहरी भार से आती है इसका कुछ हिस्सा निकाय की स्ट्रेन ऊर्जा को बढ़ाने में चला जाता है तथा कुछ हिस्सा नई सतहों के निर्माण में आता है इसके विस्थापन या बद्ध पकड़ की दशा में यह स्ट्रेन उर्जा से आया था तो निकाय की स्ट्रेन ऊर्जा घट रही थी जब दरार का संवर्धन हो रहा था और हमारे पूर्व के सभी विचार ने हमारे अध्ययन के आकर्षण को केवल अस्थायित्व के बिंदु तक ही सीमित रखा था हमने यह नहीं देखा कि G बराबर R के साथ क्या हुआ हमने इन दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर को देखा है और हमने अनंत आकार की प्लेट के लिए जो समीकरण प्राप्त किया था वह क्या है यह कुछ पाइ वर्ग सिग्मा a बट्टे E जैसा है तो यह दरार लंबाई का रेखीय फलन है तो मेरे पास एक रेखिए वक्र है जो इस पर निर्भर करता है कि वह प्रतिबल का मान क्या है माना मैं एक पर्याप्त छोटी प्रतिबल को लगाता हूं जब आप उस उर्जा को प्लाट करते हो दरार लंबाई के एक फलन के रूप में तो वह यहां आघात करेगा इस प्रकार जो भी ऊर्जा उपलब्धता है वह प्रतिरोध के बहुत ही नीचे है एवं दरार स्थिर रहेगी यह बढ़त नहीं करेगी अब मैं प्रतिबल बढ़ाता हूं प्रतिबल तीव्रता सिग्मा 1 प्रकार की है अभी भी प्रतिबल क्राांतिक नहीं है किसी भी हुई दरार लंबाई के लिए हमारे पहले के सभी विचार विमर्श यह दिखाते हैं कि आप तत्संबंधी क्रांतिक प्रतिबल को ज्ञात कर सकते हैं यह वही है जहां पर आप इंग्लिस समाधान की कमजोरी में ग्रिफिथ सिद्धांत को उपयोगी पाते हैं इंग्लिस समाधान सचेत करता है कि दरार खतरनाक है इसमें बहुत असुविधा जनक उत्तर दिया यहां तक कि बहुत छोटी दरार बहुत छोटे भार के लिए भी एक उच्च प्रतिबल विकसित करेगी यदि सच में इस पर देखें तो आपके पास केवल चूर्ण होंगे आपके पास कोई ठोस प्रारूप नहीं होगा यह ग्रिफिथ विश्लेषण ही था जिसने श्रेणीबद्ध विधि से यह दिखाया कि यहां पर कुछ है जिसे क्रांतिक दरार लंबाई कहते हैं या किसी दी हुई दरार लंबाई के लिए वहां पर क्रांतिक प्रतिबल होता है हमने इस प्रकार के समीकरण को देखा है बस अब यहां पर क्या प्लॉट किया गया है वह यह है कि जब प्रतिबल स्तर क्रांतिक प्रतिबल से नीचे होते हैं तो ऊर्जा ग्राफ इस प्रकार का दिखेगा यह ऊर्जा मुक्तिकरण दर के लिए है अब आइए प्रतिबल स्तर को बढ़ाते हैं अब मेरे पास प्रतिबल स्तर सिग्मा c1 लिया गया है यहां पर c क्रांतिक प्रतिबल को व्यक्त करता है और क्या हुआ इस क्रांतिक प्रतिबल के लिए G का मान R के समतुल्य है तो यह अस्थायित्व के बिंदु को दर्शाता है और हमने देखा बड़ी लंबाई पर स्थिर भार के साथ साथ स्थिर विस्थापन की भूमिका को और दोनों ही दशा में यह कहा कि उर्जा उपलब्धता भी एक समान है जब तक वृद्धिकारी मान छोटे हैं तो स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन दोनों ही दशाएं इससे संतुष्ट करेंगी परंतु इसके परे यह दोनों पृथक होगी हम इसे भी देखेंगे और यह वह है जो आप यहां पर देख रहे हैं स्थिर भार की दशा में जैसे जैसे दरार लंबाई में वृद्धि करती है ऊर्जा उपलब्धता बढ़ती रहेगी जैसे ही दरार का संवर्धन होता है ऊर्जा की मात्रा बढ़ती रहेगी क्योंकि दरार सतह के निर्माण के लिए उर्जा बाह्य कृत कार्य से आ रही है और जैसे दरार बढ़ती है आपके पास अधिक से अधिक बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य होता है बद्ध पकड़ की दशा में जो भी स्ट्रेन भंडारित ऊर्जा हो यह नष्ट होती जाती है तो यह इस प्रकार की आकृति लेगी एवं हमारे भविष्य के विचार विमर्श में हम इसे स्थिर भार ही रखेंगे इसका क्या अर्थ है माना कि मेरे पास दरार सतहों के निर्माण के लिए आवश्यकता से अधिक ऊर्जा है यह बढ़ते हुए वेग के साथ दरार को तेज करेगी फिर यह होगा कि दरार प्रारंभ हो जाएगी और यह एक वेग धारण करेगी लोगों ने इसे फोटोइलास्टिक प्रयोग का उपयोग करके अध्ययन किया है अब दूसरी दशा पर देखते हैं यहाँ मैंने एक प्रारंभिक दरार लंबाई a1 के लिए ग्राफ खींचा माना कि मेरे पास एक लंबी दरार है तो मैं ग्राफीय प्रस्तुतीकरण कैसे उपयोग कर सकता हूं पहले भी नोट किया है कि नकारात्मक x अक्ष पर मैंने प्रारंभिक दरार को रखा है तो मैं अपने ग्राफ को इस बिंदु से प्रारंभ करूंगा यदि मेरे पास इतनी दरार लंबाई है यह तरीका है जैसे मैं प्रारंभिक करूंगा तो आइए इससे ऊर्जा मुक्तिकरण दर को प्लाट करना प्रारंभ करते हैं तो यह क्या दिखाता है यह दो ग्राफ समानांतर है यह स्वयं ही दिखाता है कि प्रतिबल स्तर एक समान है और इस छोटे दरार के लिए इस प्रतिबल का स्तर पर कोई भंग नहीं था उसी प्रतिबल स्तर के लिए यह लंबे दरार के लिए क्रांतिक प्रतिबल बन जाता है और भंग प्रारंभ होने के बाद ग्राफ स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन के लिए अलग हो जाएगा तो यह वह है जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं

को प्रस्तुत करने का नया प्रारूप है हम उर्जा मुक्तिकरण दर और प्रतिरोध पर देख रहे हैं और यह सभी विचार विमर्श भंजक पदार्थों तक ही सीमित है यही कारण है कि हमने R को स्थिर रखा है हम कुछ अन्य निश्चित मुद्दों को भी देखेंगे अब स्थिर भार की दशा में आपके पास अधिक उर्जा उपलब्धता है तो इसका अर्थ हुआ कि दरार वेग प्राप्त करेगा और जो भी मैंने यहां उद्धृत किया है उन्हें यहां बिंदु के रूप में संक्षिप्त किया है हम इसे दोबारा देखेंगे और उसके बाद अगली स्लाइड पर जाएंगे भंजक पदार्थों में क्रैक ब्रांचिंग स्थिर भार एवं बद्ध पकड़ दोनों के लिए दरार वृद्धि की दशाएं एक समान है हमने ग्राफ को देखते हुए स्वयं को वास्तव में संतुष्ट किया है दरार अस्थायित्व के बिंदु पर दोनों स्थितियों में उर्जा मुक्तिकरण की दर एक समान है बद्ध पकड़ में जैसा मैंने चिन्हित किया है क्योंकि बाह्य कार्य नहीं कर रहा है तो उर्जा मुक्ति दर दरार के बढ़ने पर कम होती है आगे के विचार विमर्श के लिए आइए स्थिर भार के दशा पर विचार करते हैं यह यहां पर एक महत्वपूर्ण बिन्दू होता है बढ़ी हुई उर्जा उपलब्धता दरार वेग को बढ़ाती है और हमने पहले भी यह नोट किया है कि किसी पदार्थ में दरार एक विशिष्ट अधिकतम वेग प्राप्त कर सकता है इसे पदार्थ में रेले तरंग चाल के द्वारा बताया गया है इसके इधर दरार और अधिक तेज नहीं चल सकती यह गति पकड़ लेती है परंतु अधिकतम गति रेले तरंग चाल के द्वारा सीमित ही रहेगी और हम दोबारा देखेंगे कि जो उदाहरण हमने देखा था वह क्या था उससे पहले हम गतिज फोटोएलास्टिसिटी पर एक अन्य रूचि पूर्ण प्रयोग को भी देखेंगे इस गामा से अपनी पृष्ठ ऊर्जा के लिए भ्रमित ना हो यह ग्राफ जो दिखाता है वह है आपकी x अक्ष पर प्रतिबल तीव्रता कारक है y अक्ष पर दरार गति दी गई है एक डोट दिया गया है और आपके पास दो अलग जांच नमूने के आंकड़े हैं और जो किया गया है दरार को संवर्धित होने दिया गया तो प्रायोगिक मापन के द्वारा वेग के साथ ही साथ K का मान दोनों को ज्ञात करने के योग्य थे और जब आप वेग के साथ K के फलन के बिंदुओं को प्लॉट करते हो तो यह इस प्रकृति का आकार लेता है यह गामा जैसा दिखता है तो इस गामा को पृष्ठ ऊर्जा के रूप में लेकर भ्रमित ना हो क्योंकि हमने गामा को पृष्ठ ऊर्जा के रूप में उपयोग किया है भंग साहित्य में प्रतीकवाद कुछ भ्रमकारी होता है देखिए उदाहरण के लिए उन्होंने मोटाई के लिए अपरंपरागत रूप से कैपिटल B का उपयोग किया जिसके हम अभ्यस्त नहीं हैं और दूसरा पहलू है यदि आप फटीग पर देखें प्रतीक R प्रतिबल अनुपात के लिए उपयोग होता है वास्तव में फटीग तथा भंग निकटता से अंतर संबंधित है इसके उपरांत भी प्रतिरोध को कैपिटल R का नाम दिया गया तो आपको संदर्भ के आधार पर यह समझना है कि प्रतीक क्या सूचित कर रहा है क्योंकि यदि हम प्रतीक पर संबंध से बाहर देखें आप इसे अलग रूप से प्रेषित कर सकते हैं तो यहां पर यह दिखाया गया है कि जब आप उन बिंदुओं को रखते हो और यह एक मुश्किल प्रयोग है आप जानते हैं आपको K के मान की गणना करनी है यदि इस कोर्स के हिस्से से कुछ समय की आज्ञा दे दो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फोटोइलास्टिक आंकड़ों से K कैसे ज्ञात करते हैं तो गतिज फोटो इलास्टिक प्रयोगों से उन्होंने वेग के साथ साथ K का मापन पाने के योग्य हो गए थे और यह क्या दिखाता है दरार का संवर्धन होना होता है जब K K1C क्रांतिक मान पर पहुंचता है हालांकि यह ऊर्जा मुक्तिकरण दर अध्याय है हम प्रतिबल तीव्रता कारक को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं ग्राफ को प्रतिबल तीव्रता कारक के पदों में अभिव्यक्त किया गया है आप पाएंगे कि दरार K की एक विशेष मान पर बँटना शुरू हो जाती है और कुछ समय पश्चात सफलतापूर्वक ब्रांच देखी गई तो लोगों ने प्रयोग किए और यह सत्यापन किया कि कोई दरार एक अधिकतम वेग प्राप्त कर सकती है इस वेग के बाद इसे बँटना होता है तो यह प्रेक्षण किया गया और हम काल्टाफ के द्वारा किए गए प्रयोग को दोबारा देखेंगे यहां पर दरार एक निश्चित वेग से आगे बढ़ रही है वेग बढ़ रहा है उसके बाद दरार बँट जाती है इसे आपने पहले देखा है अब हमने उर्जा मुक्तिकरण दर और प्रतिरोध के समझ से जो जानकारी प्राप्त की है उससे एक उल्लेखनीय व्याख्या देना संभव है हम यह ज्ञात करने के भी योग्य हैं क्या हम इस स्थिति में है कि जो ग्राफ हमने देखे हैं उनके आधार पर क्रैक ब्रांचिंग की व्याख्या कर सकें इस एनिमेशन को देखिए मैं जो यहां पर दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास एक दरार है और मैंने प्रतिरोध R तथा R के दोगुने और R 3 गुने के सादृश्य ऊर्ध्वाधर रेखाएं y अक्ष पर ली हैं और माना कि प्रारंभिक दरार a है जो धनात्मक x अक्ष पर है आप डेल्टा a प्लाट करें तो दरार प्रारंभ होगी जब प्रतिबल का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च होगा तो आप जो देखना है वह यह है कि मैं इस स्थान पर दरार वृद्धि दिखा रहा हूं और आप उर्जा उपलब्धता यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको इन दोनों को देखना चाहिए तब आप इसे भली भांति समझ पाएंगे अब होता क्या है स्थिर दरार बढ़ना शुरू हो जाती है यह वही है जो यहां पर देख रहे हैं दरार प्रारंभ में स्थिर थी जब तक प्रतिबल के मान को सिग्मा c तक बढ़ाया नहीं गया दरार प्रारंभ नहीं होगी और यह ग्राफ बढ जाएगा तथा इस ग्राफ को हिट करेगा जब यह 2R हो जाएगा देखिए क्या होता है तो आपने क्या पाया 2R के बाद आप पाते हैं कि दरार बट जाती है आपके पास दो शाखाएं हैं प्रत्येक शाखा प्रतिरोध R प्रदान कर रही है और हम जो भी विचार विमर्श करें यह बहुत ही सरल है हम काइनेटिक ऊर्जा की भूमिका पर विचार नहीं कर रहे हैं यह ठीक है मेरा अर्थ यह है कि यह आपको अवधारणात्मक समझ देगा कि क्या क्रैक ब्रांचिंग संभव है तथा जिस अवधारणा को हमने पहले ही देख लिया है यह उसके द्वारा किस प्रकार व्याख्या करने योग्य है यह पहला अनुमानन है यह पर्याप्त रूप से अच्छा है जिससे हम स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं कि क्रैक ब्रांचिंग घटित हो सकती है अब आइए देखें कि ऊर्जा बढ़ती जा रही है दरार की वृद्धि हो रही है तो इसके बाद आप तीन दरारों की वृद्धि पाते हैं और आपके पास यह पाइ सिग्मा c वर्ग a c धन डेल्टा a बट्टे E के रूप में है तो यह आपको उल्लेखनीय व्याख्या देता है कि क्यों क्रैक ब्रांचिंग संभव है तो मैं क्या करूंगा इस एनिमेशन को दोबारा रखूंगा आप केवल इसे देखिए यह एनिमेशन प्रदर्शनकारी है आप देखें कि उर्जा उपलब्धता क्या है तथा प्रतिरोध क्या है और समानांतर रूप से यह भी देखें कि दरार वृद्धि कैसे हो रही है और यह ठीक है और आपको इसे क्रैक ब्रांचिंग की व्याख्या करने के लिए प्रथम क्रम के अनुमानन के रूप में लेना है तो जब तक आप क्रांतिक प्रतिबल पर नहीं पहुंच जाते दरार शुरू नहीं होगी जब ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है इसके बाद भी अगर ऊर्जा पंप की जाती है यह और अधिक बंटता है ध्यान रहे कि मैंने यहां पर अनंत आकार की प्लेट एक छोटी दरार के साथ ली हुई है दरार ने दूसरी तरफ की किनार को नहीं देखा है यह सब घटित होता है यह रोमांचकारी प्रयोग है लेकिन यह आपको पर्याप्त समझ देता है कि क्रैक ब्रांचिंग की व्याख्या प्रतिरोध तथा उर्जा मुक्तिकरण दर के आधार पर कर सकते हैं नम्य ठोसों के लिए ग्रिफिथ सिद्धांत का इर्विन ओरोवान विस्तार Irwin Orowan extension of Griffith's theory to ductile solids आइए अब देखते हैं कि इरविन एवं ओरोवान का क्या योगदान था देखिए भंग मेकानिक्स समाज के लिए उपयोगी होना है और हम कई संरचनाएं नम्य पदार्थों से बनाते हैं जब तक मैं जो भी अवधारणाएं नम्य पदार्थों के लिए विकसित की गई हैं उनका विस्तार नहीं करता भंग यांत्रिकी लाभकारी नहीं होगी और इसे इरविन एवं ओरोवान ने किया उन्होंने ग्रिफिथ विश्लेषण का विस्तार किया और अंतर क्या है भंजक पदार्थों की दशा में दरार को भरने के लिए पृष्ठ ऊर्जा के क्रम में छोटी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एक बार जब दरार प्रारंभ हो जाती है तो यह कैटास्ट्रोफिक फेलियर तक बढ़ती रहती है और भंजक पदार्थ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं भंजक पदार्थों की दशा में महत्वपूर्ण मान्यता यह थी कि R स्थिर रहता है हमने पहले भी इस पर देखा है अपनी पहले की कक्षाओं में की पृष्ठ ऊर्जा का क्या मान होता है तथा प्लास्टिक विरूपण के कारण ऊर्जा का क्या मान होता है यह पृष्ठ ऊर्जा के कहीं ऊंचे क्रम में होता है अतः यह वह है जिसे यहां पर उद्धृत किया गया है तो अधिकांश इंजीनियरिंग पदार्थों में पृष्ठ ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता दरार की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है यह एक पहलू है दूसरा पहलू यह है यह स्थिर नहीं रहती है प्रतिरोध स्थिर नहीं रहता है और लोगों ने जो प्रश्न पूछा था वह यह था अब हम भंग यांत्रिकी को जानते हैं तो मैं सीधे यह कहने लगूंगा की यह ऊर्जा प्लास्टिक निरूपण के कारण है जब इस दिशा में सोच रहे हैं तो उन्होंने तर्क दिया कि ठोसों की पृष्ठ ऊर्जा के साथ ही कुछ अन्य यत्रांवली भी संचालित हो रही हैं जिनमें उर्जा की बहुत बड़ी मात्रा सम्मिलित है और नम्य पदार्थों की दशा में वह भौतिक प्रपंच क्या है यह प्लास्टिक विरूपण है और जिस आप प्लास्टिक विरूपण पर आते हैं क्या होता है यह अप्रतिवर्त्य है ऊर्जा खो जाती है यह एक प्रतिवर्ती निकाय की तरह नहीं है ग्रिफिथ का पूरा सिद्धांत जो उन्होंने अपनी ऊर्जा संतुलन में विकसित किया था वह इस सीमा पर था कि निकाय प्रतिवर्ती है इसीलिए अब हमें नम्य ठोसों पर अभियांत्रिकी लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण उठाना है इसे एक साधारण संशोधन के द्वारा किया गया था और उस संशोधन को उचित ठहराते समय उन्होंने इंग्लिस के योगदान को पुन उद्धृत किया इंग्लिस ने दिखाया था कि दरार टिप्स पर प्रतिबल के मान बहुत उच्च होते हैं तो इतने बड़े की वे दरार के मुख पर अप्रत्यास्थ विरूपण का कारण बन सकें देखिए आपको उस समय के संदर्भ में भी देखना है जिसमें इन वक्तव्य को विकसित किया गया था व्यवहार में लोगों ने देखा कि नम्य संरचनाएं भंजक ढंग से असफल हो रही थी तो उनके लिए यह पुन संतुष्टि देता है हां दरार टिप के निकट प्लास्टिक विरूपण होता है जबकि संरचना संपूर्णता में अब भी प्रत्यास्थ अवस्था में रहती है इसे संतुष्ट करने के क्रम में उन्होंने इंग्लिस के विश्लेषण को दिया और उन्होंने दिखाया कि दरार टिप के ऊपर निश्चित रूप से अप्रत्यास्थ विरूपण होगा जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह लिखा है कि आप अप्रत्यास्थ विरूपण अप्रतिवर्ती होता है तो जब प्रतिबल को मुक्त किया जाता है तो पिंड दरार टिप के निकट अपनी वास्तविक अभिविन्यास को प्राप्त नहीं करती और क्या होता है वह ऊर्जा जो प्रत्यास्थ व्यवहार का कारण बनती है वास्तव में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर वातावरण में खो lost to the surroundings जाती है यह ठीक है इसी के साथ इरविन ने क्या सुझाव दिया था उन्होंने साधारण रूप से कहा वह इस स्लाइड में नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं मैं यहां पर ज्ञात करूंगा कि इसके अन्य पहलू क्या है एवं धातुओं की दशा में दरार टिप के सामने प्लास्टिक विरूपण प्रमुख रूप से डिसलोकेशन के उत्पन्न होने एवं गति के कारण ग्रेंस तथा ग्रेन बाउंड्री के रोटेशन वॉइड के बनने rotation of grains and grain boundaries formation of voids इत्यादि के कारण होता है यदि पदार्थ कम यील्ड प्रतिबल का है तो प्लास्टिक क्षेत्र का आकार बड़ा होता है एक प्लास्टिक क्षेत्र का अर्थ है कि एक दरार टिप के संवर्धन के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है तो यह सभी वक्तव्य पुन संतुष्टि के लिए है पद्धति के रूप में उन्हें निर्मित करने के लिए इनको स्वयं को संतुष्ट करना पड़ेगा की यहां पर प्लास्टिक विरूपण का बहुत बड़ा मान है और उसने ग्रिफिथ के विश्लेषण में एक साधारण संशोधन किया आप जानते हैं यह बहुत ही बुद्धिमानी भरा चरण था तो उसने क्या किया उसने कहा गामा s लिखने के बजाए गामा s एवं गामा p का योगफल लिया और आपने उर्जा मुक्तिकरण दर पर जो विचार विमर्श किया आगे हम उसे उपयोग करेंगे निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं जैसे जैसे दरार का संवर्धन होता है प्रतिरोध का व्यवहार बदलता है केवल यही नहीं दरार को प्रारंभ करने मात्र के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऐसा तब लगता है जब आप इसकी तुलना वास्तविक प्रयोग से करते हैं नम्य पदार्थों की दशा में आप दरार के बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबलों को लगाने की आवश्यकता है इसलिए उन्होंने चतुराई से प्रतिरोध की अवधारणा को पकड लिया उसने प्रतिरोध को साधारण रूप से संशोधित कर दिया और यह गामा s प्लस गामा p की तरह है समतल स्ट्रेन में R वक्र और हम इस पर देखेंगे की ग्राफ में प्रतिरोध किस प्रकार से दिखता है और यहां पर आपको इसे समतल प्रतिबल की दशा में तथा अलग से समतल स्ट्रेन की दशा में श्रेणीबद्ध करना है पुन यह उसी प्रकार का ग्राफ है जो हमने भंजक पदार्थों के लिए खींचा था x अक्ष पर आपके पास में दरार है आप डेल्टा a वृद्धिकारी दरार वृद्धि नकारात्मक x अक्ष पर आरंभिक दरार को रखिए y अक्ष पर आपके पास ऊर्जा है और देखिए कि प्रतिरोध क्या व्यक्त कर रहा है उच्च सामर्थ्य नम्य पदार्थों की दशा में दरार वृद्धि के लिए प्रतिरोध स्थिर नहीं रहता है वरन जैसे जैसे दरार का संवर्धन होता है यह बढ़ता है लेकिन समतल स्ट्रेन की दशा में यह बढ़ोतरी पर्याप्त रूप से छोटी होती है हम चित्र को पूर्ण करेंगे और जब आप समतल प्रतिबल दशा पर जाएंगे तो एक अलग प्रकार का चित्र देखेंगे समतल प्रतिबल प्रश्नों की दशा में लोगों ने भंग एवं तत्पश्चात अस्थाई भंग का परीक्षण किया है तो अब हम स्थिर से परिवर्तनीय R की तरफ आगे बढ़ते हैं लोग इसे R वक्र कहते हैं और लोगों ने अलग अलग पदार्थों के लिए R वक्र को स्थापित करने की पद्धतियां विकसित की है और अब R वक्र की अवधारणा के साथ स्थाई भंग के प्रपंच की व्याख्या करना संभव है यदि मैं इसकी व्याख्या करने में समर्थ होंऊंगा तो आप संतुष्ट होंगे तब हम कह सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं सही दिशा में है देखिए बिना अधिक गणित में जाए हम इस स्थिति में है हम भंग यांत्रिकी की प्रमुख अवधारणाओं को समझ रहे हैं और अब हमारे पास एक माध्यम मीडिया है समतल स्ट्रेन की दशा मेंयह कैसा दिखता है समतल प्रतिबल में R वक्र प्रतिरोध में बढ़ोतरी बहुत तीक्ष्ण है दोबारा देखिएसभी चित्र आरेखीय है इन्हें पैमाने पर नहीं बनाया गया है आपको कुछ इस प्रकार की आकृति बनानी पड़ेगी ग्राफ बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है और मैं इसका बहुत सुंदर चित्र बनाना चाहता हूं और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि सिगमा 1 का मान क्या है GI का मान क्या है और ग्राफ इस प्रकार का है इस ग्राफ पर रहने पर आप भंग के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त दशाओं की प्रशंसा वास्तव में कर सकते हैं यह हमने पहले भी कहा है लेकिन हम इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए थे जब आप R वक्र पर देखते हैं इस तरह से तो यह आवश्यक व्याख्या प्रदान करता है हम इस ग्राफ पर कुछ समय बिताकर यह देखेंगे और समझेंगे कि यह आपको क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है एनिमेशन को देखिए मैं प्रतिबल को बढ़ा रहा हूं जब सिगमा 1 सिगमा 2 पर पहुंचता है एवं तत्संबंधी उर्जा मुक्ति दर G2 पर पहुंचती है भंग सिग्मा 2 पर शुरू होता है भंजक पदार्थों की दशा में क्या होता है एक बार जब दरार प्रारंभ हो जाती है यह संवर्धित होती रहेगी लगभग समतल स्ट्रेन की दशा में R वक्र उथला है यहां पर दरार का संवर्धन फिर से साधारण है जिस समय आप समतल प्रतिबल दशा में आते हैं और R वक्र बहुत अधिक तीक्ष्ण है यहां पर आपके पास उर्जा मुक्तिकरण दर R के समतुल्य है यह ठीक है जब मैं प्रतिबल को बढ़ाता हूं क्या होता है यहां पर फिर से मुक्तिकरण दर को R के समतुल्य पाते हैं तो इस स्थिति से इस स्थिति तक यदि आप वृद्धिकारी संवर्धन पर देखें ये भंग है लेकिन यह भंग स्थाई है इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैं भार को हटा देता हूं तो दरार बढ़कर रुक जाएगा यह इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा जब मैं भार को बढ़ाता रहता हूं तो दरार ही बढ़ेगी दरार कैटास्ट्रोफिक फेलियर नहीं बनेगा यह क्रमिक रूप से एक अवस्था तक बढेगा जब मैंने इसे एक भूरी रेखा से यहां पर सिग्मा c और G c के रूप में दिखाता हूं यह दिखाया गया है जब वक्र R के स्पर्श रेखीए हैं तो यह क्या दिखा रहा है इस बिंदु पर G बराबर R संतुष्ट हैं परंतु इस बिंदु के बाद आप पाएंगे क्योंकि वक्र स्पज्या का है आप पाएंगे कि ऊर्जा उपलब्धता प्रतिरोध के अपेक्षा बहुत अधिक है तो यह स्थाई भंग एवं तत्पश्चात अस्थाई दरार वृद्धि को समतल प्रतिबल परिस्थितियों की दशा में घटित होने की संभावना की व्याख्या करता है इसका अर्थ यह हुआ कि हम सही दिशा में है इरविन में यह किया कि उन्होंने एक साधारण चरण के द्वारा गामा s को गामा s प्लस गामा p के रूप में परिवर्तित किया और गामा p उन्होंने न्यायोचित ठहराया कि यहां पर स्थानीय प्लास्टिक विरूपण क्यों है आपको जिस पर देखना है जिस समय उन्होंने इसे विकसित किया था क्योंकि संरचना संपूर्णता में प्रत्यास्थ ही बनी रहे परंतु अकेले दरार के निकट आपके पास प्लास्टिक विरूपण है उसे संतुष्ट होने की आवश्यकता है यह करने के बाद आप पाएंगे कि आप R वक्र की अवधारणा को विकसित करने के योग्य है जो कठिन प्रपंच की व्याख्या प्रदान करता है तो इस ग्राफ पर देखिए मेरे पास मूल दरार a1 है जिसमें 2 फेस हैं यहां पर एक स्थाई दरार वृद्धि फेस डेल्टा a 1 है इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं इसे सिगमा 2 से सिगमा 3 सिग्मा c जब तक मैं सिग्मा c sigma 2 to sigma 3 to sigma c until I reach sigma c पर पहुंचता हूं तब तक दरार कैटास्ट्रोफिक नहीं बनेगी लेकिन आप वास्तविक व्यवहार में जानते हैं कि अस्थाई भंग स्थाई भंग के अनुसरण करता है इसे दरार वृद्धि यंत्रावली के रूप में ना सोचिए हम दरार वृद्धि यंत्रावली पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं हम केवल भंग पर विचार कर रहे हैं लेकिन हम एक व्याख्या देने का प्रयत्न कर रहे हैं भंग संभव है स्थाई भंग संभव है और R वक्र अवधारणा आपको यह सहायता प्रदान करता है ओके और यहां मेरे पास एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जब आप कहते हो की भंग सिग्मा c पर घटित होता है तो इसके सादृश्य क्रांतिक दरार लंबाई क्या है यह a1 है या a1 प्लस डेल्टा a1 है लोग साधारण रूप से a1 प्लस डेल्टा a 1 की तरफ छलाँग लगाते हैं यह गलत है यदि मेरे पास सिगमा c है एक a1 लंबाई की दरार तो यह वास्तव में अस्थाई बन जाएगा यहां तक कि आप डेल्टा a1 का नोटिस भी नहीं ले पाएंगे और यह भंग यांत्रिकी का एक मुद्दा हो चुका है जब वे प्रारंभ में विषय को विकसित कर रहे थे वह दरार लंबाईओं की गलतियां रिपोर्ट कर रहे थे जब मेरे पास एक स्थाई भंग होता है तो मुझे प्रारंभिक दरार क्या है इसमें जाना पड़ेगा आगे की कक्षा में तो अब हम यह करेंगे कि इन अवधारणाओं को और आगे विकसित करेंगे उसमें जाने से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट प्रश्न दिखाना चाहता हूं जो मैं अगली कक्षा में 1 नमूने के तौर पर ले जाना चाहूँगा आप जानते हैं यह वास्तव में क्या स्पष्ट करता है यदि मेरे पास बहु दरार हैं तो मुझे इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है मुझे किस दरार के लिए चिंतित होना चाहिए और यह बहुत रूचि पूर्ण प्रयोग है आपको क्या करना है आपको अगली कक्षा में प्रयोग करना पड़ेगा मेरे द्वारा दरार टिप एवं प्रतिबल क्षेत्र समीकरण बनाने के बाद मैं इस स्थिति में हूँगा कि मैं प्रतिबल तीव्रता कारक की गणना करने की स्थिति में होकर स्वयं को संतुष्ट कर सकता हूं यह प्रयोग वास्तव में यह समझने में बहुत सहायक है कि कौन सी दरार खतरनाक है और आपने केवल एक दरार को अपने विश्लेषण के लिए चुना है यह किस प्रकार से न्यायोचित है हम इस समस्या पर देखेंगे क्लास प्रयोग के लिए नमूने की विशेषताएं मेरे पास आपके देखने के लिए एक प्रश्न है यह आपकी असाइनमेंट शीट में से है और इस चित्र का संज्ञान लीजिए इस चित्र में केंद्र दरार 18 मिलीमीटर और किनार दरार 85 मिलीमीटर की है और यहांँ पर दूसरी दरार किनार 85 मिलीमीटर की है प्लेट की चौड़ाई 50 मिलीमीटर है एक कागज का टुकड़ा लीजिए और एक नमूना बनाएं और अगली कक्षा में एक जांच नमूना साथ में लाइए देखिए यदि आप इन विमाओं पर देंखें तो यह विमायें बहुत सावधानीपूर्वक चुनी गई हैं जिससे पर्याप्त दूरी पर है केवल यही नहीं ये लोडिंग के बिंदु से भी बहुत दूर है और आपको करना यह है कि आपको एक एंड लूप बनाना है जिससे आप एक बेलनाकार पेंसिल इसमें प्रवेश करा सकें और आप यह अपने हाथ से करने जा रहे हैं इसलिए जब आप अपने हाथ से प्रयोग करते हैं तो हम यह यत्न करते हैं कि एक समान प्रतिबल जांच नमूने पर बनाकर रखा जा सके यदि आप के परिणाम बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाले हैं तो यह इस कारण से है कि आप नमूने के ऊपर एक समान रूप से प्रतिबल नहीं लगा पा रहे हैं इसलिए आपको इस प्रकार से करना मैं आप में से प्रत्येक को यह तीन जांच नमूने दे रहा हूं क्योंकि जब भी आप प्रयोग करते हैं तो आपको कम से कम तीन जांच नमूने लेने चाहिए और मैं आपसे और चीजें करने के लिए भी आशा रखता हूं यहां पर मैंने 85 मिली मीटर की लंबाई दिखाइ मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक तरफ 9 मिलीमीटर आकार के एक अन्य जांच नमूने लेकर आएं एक और नमूना प्रत्येक तरफ 95 मिलीमीटर का इस प्रकार से आपके पास तीन अलग अलग जांच नमूने हैं और आपमें से प्रत्येक तीन नमूने प्रदान करेगा आपको यह करना है कि आप पेपर की लम्बी शीट लें सुनिश्चित करना है कि कि एक लूप ठीक से चिपक जाय निश्चित करिए कि आप एक बेलनाकार पेंसिल को यहां पर और ऐसे ही पेंसिल को यहां पर प्रवेश करा सकें और हम दरअसल जांच नमूने को कक्षा में ही तोड़ना चाहते हैं और ज्ञात कीजिए कि जो दरार मैंने दिखाई है और जिस दरार के बारे में मुझे चिंतित होना है क्योंकि भंग यांत्रिकी में एक मौलिक वस्तु यह है कि हम अंतर्निहित कमियों की उपस्थिति को भी विचार करते हैं जब आप अंतर्निहित कमियां कहते हैं तो यह बहुत सी हो सकती है लेकिन हमारे सैद्धांतिक विकास के लिए हम केवल एक दरार पर देखेंगे और हम इस प्रकार के प्रयोग करके समझ पाएंगे धन्यवाद